पिछली क्लास में हम एक दूसरा उदाहरण हल कर रहे थे और यह मैट्रिक्स यहाँ दिखाया गया है हमने पहले बदले हुए या कम हुए मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए पंक्ति न्यूनतम को घटाया और फिर हमने दूसरे कम हुए मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए कॉलम न्यूनतम को घटाया अब दूसरे कम किए गए मैट्रिक्स में प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम में कम से कम एक 0 होगा और हम इसमें असाइनमेंट करते हैं तो हमने पहली पंक्ति के साथ शुरू किया केवल एक 0 है इसलिए एक असाइनमेंट किया गया और फिर हम दूसरी पंक्ति में गए जिसमें केवल एक 0 है इसलिए एक असाइनमेंट किया गया और इसे क्रॉस किया गया तीसरी पंक्ति में दो 0 हैं इसलिए असाइनमेंट नहीं करते चौथी पंक्ति में एक असाइन करने योग्य 0 नहीं है इसलिए हम पहले कॉलम पर गए और फिर हमने वहां एक असाइनमेंट किया अब इस पोजीशन में एक X को हटाते या डालते है जो हमें यहां मिला है अब इस बिंदु पर हमने देखा कि हम कोई और असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी 0 को या तो असाइन किया गया है या क्रॉस किया गया है जिसका अर्थ है कि वे असाइनमेंट के लिए फिट अथवा उपयुक्त नहीं हैं लेकिन 4 के बजाय केवल 3 असाइनमेंट हैं तो अब हम कुछ करते हैं तो हम एक अनअसाइन की गई पंक्ति पर टिक करते हैं यह पहला टिक था और यदि पहले से टिक पंक्ति में 0 है तो संबंधित कॉलम पर टिक करेंगे तो यहां 0 है तो हम संबंधित कॉलम पर टिक करते हैं और हमें यह मिलता है अब यदि कोई कॉलम है जो पहले से ही टिक है और उसमें असाइनमेंट है तो संबंधित पंक्ति पर टिक करेंगे तो यहां एक असाइनमेंट है तो हम यहां टिक करते हैं तो हमें यह टिक मिलता है अब हमारे पास नियम है अगर एक पंक्ति है जो पहले से ही टिक गई है अगर इसमें 0 है तो कॉलम पर टिक करेंगे तो इस पंक्ति में 0 है लेकिन कॉलम पहले से ही टिक किया हुआ है इस पंक्ति में एक टिक है और 0 है कॉलम पहले से ही टिक गया है यदि कोई कॉलम पहले से ही टिक गया है और उसमें एक असाइनमेंट है तो संबंधित पंक्ति को टिक करेंगे यह पहले से ही किया गया है तो और अधिक टिक संभव नहीं है अब अनटिक पंक्तियों और टिक किए गए कॉलम के माध्यम से रेखाएँ खींचेगे जो कि हमने यहाँ किया था अनटिक पंक्तियों के माध्यम से रेखाओं को खींचेगे यह पंक्ति और टिक किए गए कॉलम यह दो अनटिक पंक्तियाँ और यहाँ एक टिक कॉलम है तो अनटिक पंक्तियों और टिक वाले कॉलम के माध्यम से रेखाएं खींचेगे अब दो दिलचस्प चीजें हुईं हमने तीन लाइनें खींचीं और तीन असाइनमेंट थे तो हमारे द्वारा खींची जाने वाली रेखाओं और असाइनमेंट की संख्या के बीच एक संबंध है और यही नहीं सभी 0 को या तो एक लाइन या दो लाइन से कवर किया गया है इस पोजीशन में सभी 0 को एक लाइन से कवर किया गया है हम इस मैट्रिक्स के लिए यह भी दिखा सकते हैं हमें सभी 0 को कवर करने के लिए तीन लाइनों के न्यूनतम की आवश्यकता है तो यह टिकिंग और लाइन ड्राइंग न्यूनतम संख्या के साथ सभी 0 को कवर करने की कोशिश करने का एक बहुत ही एल्गोरिथमिक अथवा बीजगणितीय तरीका है तो यदि तीन 0 हैं तो हम इसे तीन लाइनों के साथ या वैकल्पिक रूप से कर सकते हैं यदि हमें तीन लाइनें मिलती हैं तो अधिकतम तीन असाइनमेंट संभव हैं तो हमने यह किया है अब हम इसे देखते हैं अब सभी 0 को एक लाइन या दो लाइनों द्वारा कवर किया गया है तो प्रत्येक पोजीशन जिसमें कोई भी रेखा नहीं गुजरती है अब सख्ती से पॉजिटिव अर्थात धनात्मक संख्या होगी उदाहरण के लिए 2 1 1 2 2 3 ऐसा इसलिए है क्योंकि 0 की पहले से ही एक लाइन या दो लाइनें उसके पास से गुजर रही हैं अब संख्याओं का न्यूनतम लेंगे जहां कोई रेखा नहीं गुजर रही है जिसका अर्थ है कि इस 2 1 1 3 2 2 का न्यूनतम लेंगे तो न्यूनतम 1 है यह दो स्थानों पर है और न्यूनतम एक पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए क्योंकि सभी 0 एक रेखा या दो रेखाओं से कवर हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव संख्या होगी तो वह न्यूनतम को θ कहा जाएगा तो θ 1 है अब आप इस मैट्रिक्स पर जाएं जहां भी दो लाइनें गुजर रही हैं उदाहरण के लिए यह पोजीशन में θ जोड़ते है तो 2 3 हो जाता है θ जोड़ने पर 1 2 हो जाता है जहां केवल 1 लाइन गुजरती है कुछ भी नहीं करते हैं 4 4 के रूप में रहता है 0 0 के रूप में रहता है 2 2 के रूप में रहता है और इसी तरह अन्य जहाँ कोई भी रेखा नहीं गुजर रही है θ को घटाएंगे तो यह 2 1 हो जाएगा यह 1 0 हो जाएगा यह 1 0 हो जाएगा यह 3 2 हो जाएगा यह 2 1 हो जाएगा और यह 2 1 हो जाएगा तो यह संशोधन करेंगे और एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैं उस संशोधन को दिखा रहा हूं फिर से मैं टिक्स और वह सब दिखा रहा हूं न्यूनतम 1 है तो 4 में केवल एक ही लाइन गुजर रही है 4 4 रहेगा 2 के पास 2 गुजरती हुई लाइनें हैं 2 2 1 3 हो जाता है क्योंकि θ 1 है तो 2 3 हो जाता है 0 0 के रूप में रहता है 2 2 के रूप में रहता है यह 2 1 हो जाता है क्योंकि कोई रेखा नहीं गुजरती है 0 0 के रूप में रहता है 1 0 बन जाता है 1 0 बन जाता है यह तीसरा 0 0 रहता है 1 2 बन जाता है 2 2 ही रहता है 0 0 ही रहता है 3 2 बन जाता है 0 0 रह जाता है 2 1 बन जाता है और 1 2 बन जाता है अब यह एक नया मैट्रिक्स है जो हमें पिछले मैट्रिक्स से मिला है अब मैं कहूंगा कि इस मैट्रिक्स का समाधान और इस मैट्रिक्स का समाधान समान है फिलहाल यह सहज रूप से प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का समाधान और मूल मैट्रिक्स समान हैं हमने एक धारणा बनाई कि यदि हम किसी स्थिरांक को जोड़ते या घटाते हैं विशेष रूप से घटाते हैं या कभी कभी एक स्थिरांक जोड़ते हैं तो समाधान नहीं बदलता है यहाँ हम लगातार एक ही स्थिरांक को जोड़ या घटा नहीं रहे हैं कुछ स्थानों को हम पंक्ति में जोड़ रहे हैं कुछ स्थानों पर हम इसे ज्यों का त्यों रख रहे हैं यदि हम कुछ अन्य पंक्ति लेते हैं तो कुछ स्थानों को हम घटाते हैं और कुछ स्थानों को हम इसे वैसा ही रखते हैं यदि आप एक कॉलम लेते हैं तो मैं या तो घटाता हूं या मैं इसे वही रखता हूं या मैं जोड़ता हूं और मैं इसे एक ही रखता हूं तो एक पंक्ति के भीतर या कॉलम के भीतर कुछ स्थानों पर मैं जुड़ता हूं और कुछ स्थानों पर मैं घटाता हूं लेकिन फिर भी मैं उस धारणा को रहा हूं और बाद में दिखाऊंगा कि यह धारणा क्यों सच है क्या मैं इस नए मैट्रिक्स को हल करता हूं मुझे वही समाधान मिलेगा तो मैं नए मैट्रिक्स के साथ असाइनमेंट करना शुरू करता हूं तो मैं पहली पंक्ति को देखता हूं पहली पंक्ति में केवल 0 है तो मैं एक असाइनमेंट करता हूं और जब मैं एक असाइनमेंट करता हूं तो यह 0 चला जाएगा तो यह इस एक्स X द्वारा दिखाया गया है अब दूसरी पंक्ति में 2 असाइनमेंट हैं तो मैं अभी असाइनमेंट नहीं करता हूं तीसरी पंक्ति में फिर से 2 असाइनमेंट हैं तो मैं अभी असाइनमेंट नहीं करता हूं चौथी पंक्ति में केवल 1 असाइनमेंट है तो मैं यहां एक असाइनमेंट करता हूं मैं फिर से दोनों असाइनमेंट दिखाने जा रहा हूं यह हमारा पहला असाइनमेंट था और यह हमारा दूसरा असाइनमेंट है और जब हम यह असाइनमेंट करते हैं तो यह भी चला जाएगा तो यह एक और एक्स X द्वारा दिखाया गया है अब मैं कॉलम वार देखता हूं पहले कॉलम में एक 0 है तो मैं एक असाइनमेंट कर सकता हूं तो फिर से मैं उन असाइनमेंट को बक्से में रखने जा रहा हूं यह हमारा पहला असाइनमेंट था यह हमारा दूसरा असाइनमेंट है अब कॉलम में केवल एक 0 है इसलिए एक असाइनमेंट करेंगे और फिर इसे क्रॉस करेंगे जो इस X द्वारा दिखाया गया है अब दूसरा कॉलम पहले से ही असाइन किया गया है तीसरा कॉलम पहले से ही असाइन किया गया है चौथे कॉलम में यहां असाइनमेंट कर सकते हैं जो यहाँ दिखाया गया है तो अभी यह केवल नीला रंग दिखाता है तो मैं इसे दिखाने के लिए बॉक्स में डाल रहा हूं यह हमारा पहला असाइनमेंट था यह हमारा दूसरा असाइनमेंट है यह हमारा तीसरा असाइनमेंट है और यह हमारा चौथा असाइनमेंट है क्योंकि इस कॉलम या इस पंक्ति में केवल एक असाइन करने योग्य 0 है तो अब हमें 4 असाइनमेंट मिले हैं और इस प्रकार हमें एक समाधान मिला है तो ये 4 असाइनमेंट थे जो इस तरफ नीले रंग में दिखाए गए हैं और संबंधित हैं ये केवल हाइलाइट करने के लिए हैं ये असाइनमेंट 1 2 3 और 4 हैं संबंधित लागत 4 9 13 9 22 6 28 हैं तो अब हमने सबसे अच्छा समाधान प्राप्त करने के लिए इस असाइनमेंट समस्या को हल कर लिया है तो अब एल्गोरिथ्म क्या है एल्गोरिथ्म मैट्रिक्स के साथ शुरू होता है पहले मैट्रिक्स में सभी लागतें 0 से अधिक या बराबर होनी चाहिए प्रत्येक पंक्ति से पंक्ति न्यूनतम को घटाएं प्रत्येक कॉलम से कॉलम न्यूनतम घटाएं फिर असाइनमेंट करें जब आप असाइनमेंट करते हैं यदि पंक्ति में केवल एक असाइन करने योग्य 0 या कॉलम में केवल एक असाइन करने योग्य 0 होता है तो आप असाइनमेंट करेंगे यदि इसमें 1 से अधिक असाइन करने योग्य 0 है तो आप असाइनमेंट नहीं करेंगे आप असाइनमेंट तब तक करते रहेंगे जब तक कि सभी 0 या तो असाइन या क्रॉस नहीं हो जाते हैं यदि आपके पास इस चौथे मामले में n असाइनमेंट है तो आप समाधान पर पहुंच गए हैं यदि आपके पास नहीं है तो कम से कम एक पंक्ति है जिसे असाइन नहीं किया गया है तो टिक करने के लिए आगे बढ़ेंगे यदि कोई 0 है तो उस कॉलम पर टिक करेंगे यदि टिक किए गए कॉलम में असाइनमेंट है तो वापस जाएंगे और उस पंक्ति पर टिक करेंगे और इसे दोहराते रहेंगे अनटिक पंक्तियों और टिक किए गए कॉलम से रेखाएँ खींचेंगे सभी 0 रेखाओं से कवर किए हुए होंगे अब उन संख्याओं को देखेंगे जो रेखा से कवर नहीं हैं वे सभी संख्याएँ पॉजिटिव संख्याएँ होंगी उनमें से न्यूनतम लेंगे इस न्यूनतम को पोजीशनस में जोड़ेंगे जिसमें दो लाइनें हैं इस न्यूनतम को उन पोजीशनस में से घटाएंगे जिसमें कोई रेखा नहीं है और उनमें से शेष को वही रखेंगे जिसका अर्थ है संख्याएं जिनके पास रेखा गुजर रही है वे वही रहेंगे कम मैट्रिक्स प्राप्त होगा असाइनमेंट करेंगे जब तक आपको 4 असाइनमेंट या n असाइनमेंट नहीं मिलते यदि आवश्यक हो तो टिक करने और रेखा खींचने की प्रक्रिया करने के लिए फिर से वापस जाना होगा तो यहां एक इटरेशन मतलब पुनरावृत्ति एक टिकिंग और लाइन ड्राइंग है हमें समाधान मिला और ऐसी स्थितियां भी होंगी जहां एक से अधिक बार किया जाना होगा तो हमने अब एल्गोरिथ्म को लगभग पूरी तरह से समझने के लिए दो समस्याओं को हल किया है अब हम तीसरे उदाहरण को देखते हैं जहाँ हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं अब इस तीसरे उदाहरण में फिर से 4 x 4 असाइनमेंट की समस्या है हम पंक्ति न्यूनतम को 4 5 9 और 6 घटाते हैं हम यह भी पाते हैं कि पहले 3 कॉलम में 0 है लेकिन चौथे कॉलम में 0 नहीं है तो इस कम हुई मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए 4 से कॉलम न्यूनतम को घटाएंगे तो यह हमारा छोटा मैट्रिक्स है तो बदले हुए अथवा कम मैट्रिक्स में असाइनमेंट करना शुरू करेंगे अब पहली पंक्ति में दो 0 हैं इसलिए असाइनमेंट नहीं करेंगे दूसरी पंक्ति में तीन 0 है इसलिए असाइनमेंट नहीं किया जाएगा तीसरी पंक्ति में दो 0 हैं इसलिए असाइनमेंट नहीं करेंगे लेकिन चौथी पंक्ति में केवल एक 0 है तो यहां असाइनमेंट करेंगे तो यह हमारा असाइनमेंट है और यह चला जाता है क्योंकि हमने असाइनमेंट कर दिया है यह जाएगा अब यह जाता है अब पहले कॉलम को देखें पहले कॉलम में केवल एक असाइन करने योग्य 0 है इसलिए असाइनमेंट करेंगे तो पहले कॉलम में अब एक असाइनमेंट है मैं इसे एक बॉक्स का उपयोग करके इस ब्लॉक का उपयोग करके भी दिखाऊंगा और यह चला जाएगा यह भी चला जाएगा अब वापस जाकर देखेंगे दूसरा कॉलम पहले से ही असाइन किया गया है तीसरे कॉलम में दो 0 है चौथे कॉलम में दो 0 है इसलिए असाइन नहीं होगा वापस जाएंगे पहली पंक्ति में दो 0 हैं दूसरी पंक्ति में दो 0 हैं तो नहीं होगा अब हमारे पास एक स्थिति है जहां सभी 0 बॉक्स या क्रॉस नहीं किए गए हैं बॉक्सिंग का मतलब असाइन किया गया है क्रॉस मतलब असाइनमेंट के लिए फिट नहीं है लेकिन अब 0 हैंग हो रहे हैं और इसलिए हम अपनी टिकिंग और लाइन ड्राइंग प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं तो यह तीसरी बात है जो हो सकती है तो अगर हमारे पास यह चीज है जो हो रही है तो हमें इसे किसी तरह से हल करना होगा और हम एक मनमाना असाइनमेंट करेंगे तो हम एक मनमाना असाइनमेंट करते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हर पंक्ति और हर कॉलम में दो 0 हैं सभी 0 अभी तक असाइन या क्रॉस नहीं किए गए हैं अब एक टाई है तो इसे मनमाने ढंग से तोड़ेंगे और एक मनमाना असाइनमेंट करेंगे अब हम यहाँ एक असाइनमेंट करेंगे तो यह एक मनमाना असाइनमेंट है हम 4 में से किसी एक में असाइन कर सकते हैं तो हम यह असाइनमेंट करते हैं यह स्वतः रूप से जाएगा यह जाएगा और यह जाएगा यह असाइनमेंट को करने से यह भी जाएगा और यह भी जाएगा तो अब दूसरी पंक्ति या चौथे कॉलम में केवल एक असाइन करने योग्य 0 है और असाइनमेंट करते हैं केवल एक असाइन करने योग्य 0 है और इसलिए वहां असाइनमेंट है तो अब हमने क्या किया जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए जब हमारे पास दो 0 थे हम 4 में से किसी एक को चुनकर टाई को मनमाने ढंग से तोड़ सकते थे हमने इसे चुना हमें यह स्वतः मिल गया यदि हमने इसे या यह चुना होता तो हमें दूसरा मिल जाता तो दो संभावनाएं हैं और इसे तोड़ने के लिए मनमाने तरीके से दो में से एक लिया जाएगा तो हमारे पास वैकल्पिक इष्टतम है तो एक संभावना 1 3 है और 2 4 समाधान में हैं एक भाग X13 है X24 समाधान में है दूसरा X14 है और X23 समाधान में हैं उदाहरण के लिए पहला समाधान इन दोनों 1 3 के बारे में है और 2 4 समाधान में हैं दूसरा समाधान 1 4 है और 2 3 समाधान में हैं तो वैकल्पिक ऑप्टिमा हैं और यह दोनों 27 मान देंगे उदाहरण के लिए यदि हम शुरुआती समाधान पर वापस जाते हैं तो यदि हम इस पर वापस जाते हैं संदर्भ समय 1738 हमें पता चलता है कि वास्तविक समाधान हुआ जब हम ये असाइनमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह हमारा पहला असाइनमेंट था यह जाएगा यह हमारा दूसरा काम था यह जाएगा और तब हमारे पास टाई की स्थिति थी तो हम या तो इस संयोजन को चुन सकते हैं अन्य दो जा सकते हैं या हम इस संयोजन को चुन सकते हैं तो हमारी लागत यह 9 और यह 6 होगी जो इन दोनों पोजीशन से संबंधित है और यह 4 8 है या यह 5 7 है तो 4 8 12 12 9 21 6 27 और 4 8 5 7 तो हमें वैकल्पिक इष्टतम मिलेगा और उनमें से सभी का मूल्य 27 होगा तो वे सभी हमें दोनों वैकल्पिक ऑप्टिमा देंगे जो हमें मूल्य के रूप में 27 के साथ समाधान देंगे असाइनमेंट की समस्या के लिए अभी भी कुछ और पहलू हैं अब तक हमने असाइनमेंट की समस्याओं पर ध्यान दिया है जिसमें समान संख्या में लोग और काम हैं हमने अपने अब तक के सभी उदाहरणों में 4 x 4 को देखा अब क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां केवल तीन काम हैं लेकिन चार लोग हैं क्या कोई स्थिति हो सकती है जहां चार काम हैं और केवल तीन लोग हैं अब जिसका अर्थ है कि हमारे पास एक स्थिति हो सकती है जहां हमारे पास दो संस्थाओं की असमान संख्या है क्या हम अभी भी इसे हल कर सकते हैं क्योंकि असाइनमेंट की समस्या अगली चीज़ है जिसे हम देख रहे हैं हम इसे अगली क्लास में देखेंगे